आज के व्याख्यान में हम एक एकीकृत मॉडल विकसित करेंगे जहां एक एकल एकीकृत मॉडल में हम Q और r दोनों को खोजने की कोशिश करते हैं जहां Q आदेश मात्रा है और R पुन व्यवस्थित स्तर है पहले के मॉडलों में हमने पिछले व्याख्यानों में देखा था कि हमने Q को आर्थिक क्रम मात्रा समीकरण के आधार पर गणना की थी और फिर R की गणना लीड समय की मांग के आधार पर की गई थी अब हम एक एकीकृत मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे और यह देखने के लिए कि क्या Q के मूल्य में कोई कोई मामूली बदलाव होता हैं जब हम एकीकृत मॉडल का उपयोग करके इसकी गणना करते है या क्या r लागत संगणना में कोई अंतर होता हैं यदि हम एक एकीकृत मॉडल का निर्माण करते हैं जिसमें Q और r शामिल हो I अब हमें इन्वेंट्री की मूल बातें पर वापस जाते हैं जहां हम सामान्य समयusual time बनाम इन्वेंट्री ग्राफ को रेखांकित करते हैं अब कहते हैं कि हम एक निश्चित स्तर पर शुरू करते हैं जो अभी हम इसे Q या I m के रूप में परिभाषित नहीं कर रहे हैं और फिर हम उपभोग करना शुरू करते हैं अब हम मान लें कि मांग D वार्षिक डिमांड D है एग्रीगेट वार्षिक डिमांड जानी जाती है लेकिन हर हाल में डिमांड संभाव्य है यह पहले के उदाहरणों की तरह निर्धारक नहीं है इसलिए हम इस इन्वेंट्री का उपभोग करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम यह दर्शाने के लिए एक घुमावदार रेखा का उपयोग करते हैं यह मांग nondeterministic है इसलिए इन्वेंट्री इस तरह से ड्राप होती हैं अब मान लेते हैं कि एक reorder स्तर r है जिसे हम निर्धारित करेंगे कि यह हमारा reorder स्तर r है इसलिए जब इन्वेंट्री इस r पर पहुँचती है तो हम एक ऑर्डर देते हैं अब लीड समय ऑर्डर को रखने और इसे प्राप्त करने के बीच का समय होता है और यह मान लेते हैं कि हमें मात्रा मिलती है जब हमें ताजा कंसाइनमेंट मिलता है तो स्टॉक यहाँ है तो स्टॉक एक मात्रा Q द्वारा अद्यतन हो जाता है और हमें कहना है कि यह यहाँ आता है तो एक बार फिर हम इसके आधार पर उपभोग करना शुरू करते हैं और फिर से जब हम पुनः स्तर पर पहुँचते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक और आदेश order देते हैं लेकिन फिर आइए इस चक्र को मान लें कि जब तक ऑर्डर आता है तब तक इन्वेंट्री इस स्थिति में आ जाती है अब एक बार फिर से मात्रा आती है तो एक बैकऑर्डर है यहां मात्रा आती है इसलिए इस शेयर को एक निश्चित मात्रा द्वारा अपडेट किया जाता है इसलिए हम मान सकते हैं कि यह Q है और यह लगभग इसी तरह है और एक बार फिर से चक्र जारी है और इसी तरह इसलिए हमने जो एकमात्र परिवर्तन किया है वह मांग की संभाव्य प्रकृति के कारण है कुछ चक्र हो सकते हैं जहां स्टॉक आने पर अंत सूची सकारात्मक होती है और कुछ चक्र हो सकते हैं स्टॉक आने पर एंडिंग इन्वेंट्री नकारात्मक है यह पहले के नियतात्मक मॉडल से अलग है जहां हमने लगातार यह मान लिया था कि स्टॉक 0 होगा या स्टॉक आने पर या बैकऑर्डरिंग के मामले में इन्वेंट्री 0 होगी हर बार स्टॉक आने पर बैकऑर्डर करना होगा तो हम इस तरह से चक्र लगा सकते हैं अब हमारे पास दो चर हैं जो किQ और r हैं Q वह मात्रा है जिसका अर्थ यह मात्रा है जो कि हम ऑर्डर करने जा रहे हैं जो हम लीड समय के बाद प्राप्त करेंगे और r जो कि पुन व्यवस्थित स्तर है यह वही बिंदु है जिस पर हम ऑर्डर देते हैं इसलिए हम एक एकीकृत मॉडल का उपयोग करने की कोशिश करेंगे और प्राप्त करेंगे तो अब हम इसके लिए कुल लागत अभिव्यक्ति लिखते हैं इसलिए कुल लागत तीन भागों से बनी होती है वार्षिक मांग D होती है और कुल वार्षिक मांग ज्ञात होती है इसलिए प्रति वर्ष आदेशों की संख्या D द्वारा Q C शून्य से कम हो जाएगी जो कि ऑर्डर की लागत है यह D द्वारा Q C शून्य Q C naught द्वारा एक परिचित शब्द डी है जो वार्षिक ऑर्डर लागत का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे पास होगा अब एक इन्वेंट्री घटक है एक कमी या बैकऑर्डर घटक है इसलिए इन्वेंट्री घटक को सी में औसत इन्वेंट्री द्वारा सी प्लस प्लस शॉर्टेज सी में दिया जाएगा C c को हमेशा प्रति वर्ष प्रति यूनिट के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसलिए इकाइयों में औसत इन्वेंट्री होती है अब यह फिर से निर्भर करता है कि हम C को कैसे परिभाषित करने जा रहे हैं हमें या तो D को Q से गुणा करना होगा या नहीं यदि C को प्रति वर्ष प्रति यूनिट रुपये के रूप में परिभाषित किया जाता है तो हम Q से D से गुणा नहीं करते हैं लेकिन यदि C को रुपये प्रति यूनिट कम या रुपये प्रति यूनिट के रूप में परिभाषित किया जाता है तो हमें ऐसा करना होगा क्योंकि कमी के अपेक्षित मूल्य औसत कमी कहने के बजाय आइए हम कहते हैं कि हमें अपेक्षित इन्वेंट्री या अपेक्षित औसत इन्वेंट्री के साथ साथ सी में अपेक्षित कमी का उपयोग करने दें अब इस स्थिति में हम C s को रुपए प्रति यूनिट के रूप में परिभाषित करने जा रहे हैं इसलिए C को C के रूप में परिभाषित किया जाएगा प्रति वर्ष प्रति यूनिट रुपए और C के लिए रुपए प्रति यूनिट के रूप में परिभाषित किया जाएगा तो ई कमी एक चक्र में अपेक्षित कमी है जो क्यू द्वारा क्यू में प्रति यूनिट कम रुपये में हमें प्रति वर्ष अपेक्षित लागत देगा क्योंकि एक वर्ष में क्यू चक्र द्वारा डी होगा अब E की कमी या E की कमी एक चक्र D में अपेक्षित कमी है Q द्वारा प्रति वर्ष चक्रों की संख्या और C के लिए प्रति यूनिट शॉर्ट रुपये है इसलिए इन सभी गुणा होने पर हमें प्रति वर्ष अपेक्षित कमी मूल्य मिलेगी अब हमें इसे परिभाषित करना शुरू करना है और साथ ही साथ अब ऐसा करने के लिए अब हमें समाप्त होने वाली इन्वेंट्री को E की समाप्ति सूची के रूप में कहते हैं आइए हम इसे अंत सूची के ई के रूप में कहते हैं अब अपेक्षित समाप्ति सूची या अपेक्षित शुरुआत सूची इन्वेंट्री प्लस क्यू को समाप्त करने का अपेक्षित मूल्य होगा क्योंकि किसी भी चक्र यदि उदाहरण के लिए समाप्ति सूची का अपेक्षित मूल्य है तो यहां कुछ है तो चक्र क्यू के अतिरिक्त के साथ शुरू होता है तो अपेक्षित औसत इन्वेंट्री की शुरुआत इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री से होगी जो 2 से विभाजित होगी जो कि यह एंडिंग होगी यह शुरुआती इन्वेंटरी प्लस एंड इन्वेंट्री है जिसे 2 से विभाजित किया गया है जो इन्वेंट्री प्लस क्यू को समाप्त करने की उम्मीद की जाएगी 2 तो जब हम विकल्प देते हैं कि हमें अब यह लिखना शुरू करना चाहिए अब हम इस अपेक्षित कमी को कहते हैं उम्मीद की कमी के रूप में एक्स के एस बार के रूप में और फिर अपेक्षित समाप्ति सूची होगी अपेक्षित समाप्ति सूची क्या है अपेक्षित अंत सूची इन्वेंट्री के स्तर और लीड समय की मांग के बीच का अंतर है क्योंकि जब हम सीमा के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम एक आदेश देते हैं और जब एक लीड समय होता है और लीड समय की मांग होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इस समय सीमा स्तर का उपयोग करते हुए लीड टाइम डिमांड को पूरा करेंगे आर लीड समय की मांग का न्यूनतम मान अपेक्षित समाप्ति इन्वेंट्री बन जाएगा क्योंकि कुछ चक्र ऐसे हो सकते हैं जहां सकारात्मक इन्वेंट्री हो वहां कुछ चक्र ऐसे हो सकते हैं जहां नकारात्मक इन्वेंट्री हो यह वास्तविक लीड टाइम डिमांड पर निर्भर करेगा लेकिन हम वास्तविक लीड टाइम डिमांड को मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं हम अपेक्षित इन्वेंट्री को मॉडलिंग कर रहे हैं इसलिए अपेक्षित समाप्ति इन्वेंट्री r लीड समय की मांग अपेक्षित मूल्य होगा तो अपेक्षित समाप्ति इन्वेंट्री r f of x होगा जहाँ x का f लीड टाइम डिमांड के अपेक्षित मान का प्रतिनिधित्व करता है या हम थोड़ा अलग संकेतन का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम x का f नहीं कह सकते हैं हम कहेंगे कि r अपेक्षित मान नेतृत्व समय की मांगexpected value of lead time demand इसलिए तो अब हम उन सभी में प्रतिस्थापित करते हैं जो हमें मिलेगा TC DQC Q2 द्वारा शून्य से शून्य के बराबर है साथ ही Q से 2 प्लस आर माइनस आइए हम इसे f x भी कहते हैं इसलिए r f से f भी कहते हैं तो x का r माइनस f से i C प्लस में x का बार एस D द्वारा Q अब Q और r के संबंध में इसे आंशिक रूप से विभेदित करने पर हम Q और r के इष्टतम मान प्राप्त कर सकते हैं जो 2 वेरिएंट हैं अतः Q के लिए आंशिक रूप से विभेदित करना Q dou टीसी द्वारा dou Q को 0 के बराबर देना हमें Q वर्ग C शून्य से अधिक i C से 2 घटाएगा C द्वारा 2 क्योंकि लीड समय की मांग का अपेक्षित मूल्य आदेश मात्रा पर निर्भर नहीं करता है इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अतः I वर्ग 2 C द्वारा x x s D के Q वर्ग के बराबर 0 मिनट के बराबर है इसलिए सरलीकरण पर यह हमें 2 C के रूट के बराबर Q n और I C द्वारा विभाजित x C s के प्लस बार के बराबर प्रदान करेगा यह एकीकृत मॉडल में आदेश मात्रा के लिए समीकरण है इसलिए यह हमारा पहला समीकरण है अब r के संबंध में विभेद करने से हमें यह मिलेगा की इसका कोई प्रभाव नहीं है इसका भी कोई प्रभाव नहीं है इसलिए एक i C है जो यहां है iC plus dou of S bar of x by dou r into C s D by Q बराबर 0 से बराबर है यह हमें इसलिए मिलता है क्योंकि X की S बार अपेक्षित कमी का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए यह रीऑर्डर स्तर पर निर्भर करेगा क्योंकि कमी तब होता है जब लीड टाइम डिमांड का स्तर फिर से बढ़ जाता है तो x के S बार को परिभाषित किया जा सकता है अब जब हम r के संबंध में इसे अलग करते हैं तो हमें यहाँ एक ऋण अवधि मिलेगी जो कि x minus r से आती है इसलिए हम अंत में इसे अलग और प्रतिस्थापित करेंगे अभिव्यक्ति को इंटीग्रल r से अनन्तता के लिए f x dx i C Q D C s के बराबर होगा माइनस शब्द आंशिक व्युत्पन्न से आता हैं इसलिए माइनस दूसरी तरफ जाता है I i C Q D C s यह देता है तो यह हमारा दूसरा समीकरण है जो यह है और हमारा तीसरा अभिव्यक्ति x का S बार के लिए अभिव्यक्ति है इसलिए हमारे पास तीन अभिव्यक्ति हैं जो यहां आती हैं यह व्युत्पत्ति पहले वाले से काफी मिलती जुलती है अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यह बहुत समान है क्योंकि हमारे पास अभी भी वही शब्द है जो iCQ CQ है जिसे हमने पिछले व्याख्यान में QC DC s के रूप में लिखा था जिसका प्रतिनिधित्व 1 माइनस इंटीग्रल जो कर्व के नीचे प्रतिनिधित्व क्षेत्र की तरह है इसलिए पिछली अभिव्यक्ति में कुछ अर्थों में हमें सीधे r का मान मिला यह आर्थिक क्रम मात्रा के लिए प्रसिद्ध समीकरण है एकमात्र परिवर्तन के साथ X का S बार इस फ़ंक्शन में स्पष्ट रूप से आता है पहले हमारे पास यह हिस्सा नहीं था इसलिए हमारे पास क्यू के बराबर 2 DC0 iC थे जब हम Qऔर R को अलग करते थे तो हमें Q के बराबर 2DC0 के बराबर होता था अब क्योंकि हम उस तस्वीर में R ला रहे हैं जिसे हम एक और अभिव्यक्ति X का S बार C s प्राप्त करते हैं तो कुछ अर्थों में यह व्युत्पत्ति पहले वाले के समान है और फिर जब हम इसका उपयोग करना चाहते हैं तो हम Q और R के मूल्यों की गणना कैसे करते हैं जो इस व्युत्पत्ति का एक उद्देश्य है तो हम एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से Q औरr की गणना की व्याख्या करते हैं तो हम यहां संख्यात्मक उदाहरण पर जाएं इसलिए हम तुलना के उद्देश्य के लिए एक ही उदाहरण का उपयोग करते हैं इसलिए हम प्रति वर्ष 10000 के बराबर डी मान लेते हैं इसलिए हम C0 300 के बराबर मान लेते हैं i C 4 रुपये के बराबर C s 25 प्रति यूनिट बैकऑर्डर किया गया फिर हम Q का पता लगाना चाहते हैं और हम यह भी मान लेते हैं कि लीड समय की मांग निम्न है के बीच एक समान वितरण अपेक्षित मूल्य के रूप में 200 के साथ 150 से 250 a uniform distribution पहले के असतत मामले में हमने 100 से 300 लिया और हमने असतत वितरण का अनुसरण किया अब हम यह मानने जा रहे हैं कि यह बीच एक समान वितरण का अनुसरण करता है अपेक्षित मूल्य के रूप में 200 के साथ 150 से 250 हमने पहले ही देखा था कि समान वितरण कैसा दिखेगा इसलिए यह कहना ऐसा है कि लीड टाइम की मांग कैसी होगी तो यह 150 से 250 के बीच है 200 पर औसत के साथ समान संभावना के साथ इसलिए अब हम Q और r के साथ साथ T C का भी पता लगाना चाहते हैं ताकि खोजने के क्रम में सबसे पहले Q हम जानते हैं D C0 plus S bar of x C s by i C हम टर्म x का S बार नहीं जानते इसलिए यदि हमें पता है कि x का बार शब्द क्या है तो हम पता लगा सकते हैं अब हमें वापस जाने दें और देखें कि हमें एक्स के एस बार का पता लगाने की क्या आवश्यकता है पता लगाने के लिए कि x का S बार हमें इंटीग्रल ऑफ़ इंफिनिटी x minus r f x d xl इसलिए यदि हम r को जानते हैं कि हम को x का S बार पा सकते हैं क्योंकि f x को जाना जाता है इंटीग्रल x माइनस r f x d x तो x के S बार को खोजने के लिए हमें r की आवश्यकता है और अब आप इसका पता लगाना चाहते हैं हम r का पता कैसे लगाते हैं तो r का पता लगाने के लिए आप एक बार फिर से infinity f x d x i c Q by D C s है जिसका अर्थ है कि आपको Q की आवश्यकता है इसलिए अनिवार्य रूप से Q को खोजने के लिए x के आपको S bar की आवश्यकता है x के S बार को खोजने के लिए आपको r की आवश्यकता है और r को खोजने के लिए आपको Q की आवश्यकता है इसलिए हम जो करते हैं वह इस सरल धारणा के साथ शुरू होता है कि x की S बार 0 है और फिर Q को प्राप्त करें अब इस Q का उपयोग करने के लिए r का उपयोग करें और x के s बार को वापस लाने के लिए इस Q का उपयोग करें और Q का पुन उपयोग करें जो कि अपने अंतिम इष्टतम मानों में परिवर्तित करने के लिए Q और r को स्वेच्छा से प्राप्त करेगा तो पहले 0 के बराबर x की S पट्टी से शुरू करें इसलिए पुनरावृत्ति x के 0 के बराबर 1 s बार इसका मतलब Q के बराबर होगा रेफर स्लाइड टाइम 1041 2 में D को C से n D से C0n को i c से तो Q 122474 के बराबर है हमने Q Q का मान 122474 के बराबर कर दिया है हम अब Q के इस मान का उपयोग करते हैं ताकि r मिलता है इसलिए समान समीकरण अनंत r से अनंत है इसलिए अभिन्न r से 250 से इस मामले में यह एक समान वितरण है यह अनंत तक नहीं जाता है इसकी ऊपरी सीमा 250 या अनंत f x d x है इसलिए f x 1 से 100 है इसलिए 1 से 100 d x Q C c से D C s के बराबर है इसलिए 122474 4 4 में 10000 से 25 में विभाजित होता है तो यह 1 बाय 100 निकलेगा इसलिए यह 250 माइनस आर के बराबर है इसलिए हमें 250 माइनस r मिलेगा यह मात्रा 100 से गुणा होगी तो यह 1224 है इसलिए सरलीकरण पर यह हमें बिंदु 1959 देगा 122474 में हमें 01959 या 0196 देता है अब यह 0196 है इसलिए 250 माइनस आर 100 में होगा जो हमें 196 देगा जिसमें से आर 250 माइनस 196 के बराबर है जो हमें 2304 देगा अब कि हमारे पास r का मान है हम अब उस r का उपयोग यहाँ कर सकते हैं x की S बार प्राप्त करने के लिए इसलिए x की S बार इंटीग्रल r to इंफिनिटी x माइनस r f x d x x होगा तो इंटीग्रल r 2304 से 250 या इंफिनिटी x शून्य से 2304 100 dx है तो इससे हमें x माइनस 2304 मिल जाएगा पूरा वर्ग 2 से 100 में विभाजित हो जाता है इसलिए यह ऊपरी सीमा पर है यह 250 की निचली सीमा पर है 2304 इसलिए योगदान 0 से निचली सीमा से ऊपरी सीमा 19 से 200 तक पूरे वर्ग का होगा जो हमें s के अपेक्षित मूल्य के रूप में 1918 देगा अब हमें वापस जाने के लिए इस समीकरण में 1918 का उपयोग करना होगा और Q को फिर से गणना करना होगा हम दिखाते हैं कि कहीं न कहीं इसलिए Q की नई गणना 20000 से अधिक होगी जो 2 D C naught प्लस x की S बार ईंटो Cs में है जो कि 1918 X 25 4 से विभाजित है जो हमें 12345 देगा अब हम इस समीकरण में 12345 का उपयोग कर सकते हैं और r को फिर से गणना कर सकते हैं और एक बार फिर से इस r का उपयोग x की S बार की गणना करने के लिए करते हैं और Q r और S बार के मूल्यों को परिवर्तित करने तक इसे बनाए रखते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि Q 12345 में परिवर्तित हो गया है हम मान लेते हैं कि r 230 में परिवर्तित हो गया है और x की S बार 19 में परिवर्तित हो गई है

उसी दृष्टांत के लिए जब हमने नियतकालिक मांग की थी हमारी कुल लागत लगभग 4900 थी अब जब कोई मांग गैर नियतात्मक होती है तो यह एक समान वितरण होता है संदर्भ स्लाइड समय 1728 हमें सुरक्षा स्टॉक या बफर के रूप में लगभग 30 अतिरिक्त इकाइयाँ मिलती हैं और फिर हमारे पास हर चक्र में लगभग 2 इकाइयों की अपेक्षित कमी चक्रहै तो यह एकीकृत मॉडल होने का प्रभाव है अब एकीकृत मॉडल ने हमें ऐसे मूल्य दिए हैं जो हम स्वतंत्र रूप से पाए गए थे जो बहुत करीब हैं उदाहरण के लिए जब हम सामान्य E O Q मॉडल का उपयोग करते हैं तो हमारे पास 122474 था यहाँ हमारे पास 12345 है हम यह भी जानते हैं कि व्यवहार में लगभग 10 इकाइयों का मामूली अंतर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला नहीं है कई बार विक्रेता 12345 वगैरह जैसी सटीक मात्रा देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं ऐसा करना भी अनौपचारिक है इसलिए हम 1250 जैसी सुविधाजनक संख्या का चयन करेंगे जिसका उपयोग हमने पहले के चित्रों के लिए किया था इसलिए यहां बहुत बदलाव नहीं हुआ है इसी तरह यहां बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था 2304 हमें लगभग 80 प्रतिशत का सेवा स्तर प्रदान करेगा तो यह भी एक तुलनीय है और कुल लागत भी तुलनीय है तो या तो एक एकीकृत मॉडल का उपयोग कर सकता है या कोई केवल आदेश मात्रा गणना क्यू और अलग अलग गणना आर अलग कर सकता है और फिर लीड समय की मांग के वितरण के आधार पर रिकॉर्डर स्तर की गणना करें और इसका उपयोग करें ताकि समग्र लागत कम से कम हो अब आइए हम संभावनाशील इन्वेंट्री मॉडल के एक और पहलू पर वापस आते हैं ऐसा कुछ जो हमने पहले ही देखा था और फिर कुछ ऐसा जो हमारे ऑर्डर करने के तरीके में एक बड़ा निहितार्थ होने वाला है पहले के चित्रण में हमने सुरक्षा स्टॉक की गणना एक सामान्य वितरण के रूप में की थी एस ओ आइए हम उस उदाहरण पर वापस जाएं इसलिए हमने पहले कहा था कि वार्षिक मांग 10000 है लेकिन हमने यह भी कहा कि लीड समय 1 सप्ताह है और हम यह भी मानते हैं कि साप्ताहिक मांग सामान्य वितरण के साथ औसत 25 के बराबर और सिग्मा 200 के बराबर अब हमने एक निश्चित गणना पर काम किया और कहा कि यदि लीड समय ठीक 1week है और यदि साप्ताहिक मांग इस तरह सामान्य वितरण का अनुसरण करती है यदि हम 95 प्रतिशत का सेवा स्तर चाहते हैं तो हमारा सुरक्षा स्टॉक क्या है यह गणना हमने पहले के व्याख्यान में की थी इसलिए हमने जो किया वह सामान्य वितरण के लिए गया और z मान था जिस पर क्षेत्रफल 095 था और z मान जिस क्षेत्र पर 095 था वह z के लिए 1645 के बराबर होना चाहिए और फिर हमने कहा कि z सिग्मा सेफ्टी स्टॉक है इसलिए 25145 में 25 जो हमें सुरक्षा स्टॉक के रूप में 40 यूनिट देगा सुरक्षा स्टॉक के रूप में 41125 यूनिट था अब हम स्थिति को देखते हैं कि लीड समय 2 सप्ताह के बराबर होने पर क्या होता है तो अब जब लीड का समय 2 सप्ताह के बराबर है तो इस मामले में सुरक्षा स्टॉक 4125 है इसलिए 1 सप्ताह के मामले में रिकॉर्डर का स्तर पुन स्तर स्तर लीड समय की मांग के अतिरिक्त मूल्य के बराबर है और सुरक्षा स्टॉक जो कि 200 से अधिक है 4125 जो 241125 है यह यहाँ का पुन स्तर है अब जब लीड समय 2 सप्ताह के बराबर होता है लीड टाइम डिमांड का अपेक्षित मूल्य 400 होता है क्योंकि साप्ताहिक मांग का औसत 200 होता है अब हमें मांग के मानक विचलन की गणना करने की आवश्यकता है रिफर स्लाइड टाइम 2925 के दौरान मुख्य समय अब मानक विचलन योगात्मक नहीं हैं लेकिन परिवर्तनशील योगात्मक हैं इसलिए हम जो करते हैं उसके लिए लीड समय का विचरण होता है संदर्भ स्लाइड समय 2925 पहला सप्ताह 25 वर्ग है 2 वें सप्ताह के लिए नेतृत्व समय का विचरण 25 वर्ग है इसलिए कुल विचरण 2 25 वर्ग में है इसलिए कुल विचरण लीड टाइम डिमांड का विचरण 2 से 25 वर्ग में होगा जिसमें से लीड टाइम डिमांड का मानक विचलन 25 में 25 हो जाएगा इसलिए यदि साप्ताहिक डिमांड डी है और लीड समय एल सप्ताह है तो मानक नेतृत्व समय की मांग का विचलन L में D से अधिक है इसलिए इस संगणना से हमें 25 X वर्ग 2 मिलेगा जो कि 3536 है इसलिए नेतृत्व समय की मांग का मानक विचलन 3536 है और अब एक बार फिर 95 प्रतिशत सेवा स्तर पर है z 1645 के बराबर है इसलिए 95 प्रतिशत के सेवा स्तर के लिए हमारे पास z 1645 के बराबर होता है जिसका अर्थ है कि सुरक्षा स्टॉक 1 बिंदु 645 है जो 3536 है यह हमें 5816 और पुन स्तर 45816 के बराबर होगा अब हम कोशिश करते हैं और समझते हैं कि प्रभाव क्या है या क्या हुआ है जब लीड समय 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक चलता है अब यह 241125 है यह 45816 है अब 400 लीड टाइम डिमांड के अपेक्षित मूल्य के योगदान के रूप में आता है और सुरक्षा स्टॉक जो यहां 41125 था अब बढ़कर 5816 हो गया है इसलिए जैसे ही लीड समय बढ़ता है हम अधिक सुरक्षा स्टॉक को समाप्त करते हैं इसलिए लीड समय को छोटा या वैकल्पिक रूप से रखना आवश्यक है अगर हमने सुरक्षा स्टॉक को समायोजित नहीं किया था और इसे 58 तक लाया था लेकिन 2 सप्ताह के मामले में यदि हम अभी भी सुरक्षा स्टॉक को 41125 पर रखा था अब ऐसे मामलों में लीड समय की मांग का अपेक्षित मूल्य लीड समय की मांग का अपेक्षित मूल्य लीड समय में अपेक्षित मूल्य के बराबर मूल्य है जो म्यू एल में एमयू डी है लीड समय की मांग का मानक विचलन अब मूल रूप से म्यू एल सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एमयू डी पर दिया गया है वर्ग सिग्मा एल वर्ग म्यू डी वर्ग सिग्मा एल वर्ग अब इसके प्रभाव को समझते हैं और जब हम इसे उसी संख्यात्मक चित्रण पर लागू करते हैं अब यदि लीड समय भी एक निश्चित वितरण का अनुसरण करता है तो क्या होता है अब इसे एक सप्ताह के दौरान मांग के रूप में कहते हैं इसलिए मांग इस प्रकार है हम इसे μ मांग मांग के औसत के रूप में और सिग्मा मांग मांग के मानक विचलन के रूप में करते हैं और अब लीड समय भी एक वितरण का अनुसरण करता है तो हमें mu L को लीड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अपेक्षित मान के रूप में और सिग्मा L को लीड टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन के मानक विचलन के रूप में कहते हैं इस प्रकार इस विशेष उदाहरण में मांग के साथ साथ लीड समय भी कुछ वितरण का पालन कर रहे हैं अब ऐसे मामलों में लीड समय की मांग का अपेक्षित मूल्य लीड समय की मांग का अपेक्षित मूल्य लीड समय में अपेक्षित मूल्य के बराबर होता है जो म्यू एल में म्यू डी होता है लीड समय की मांग का मानक विचलन अब मूल रूप से म्यू एल सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एमयू डी से अधिक है वर्ग सिग्मा एल वर्ग म्यू डी वर्ग सिग्मा एल वर्ग अब हम इसके प्रभाव को समझते हैं और जब हम इसे उसी संख्यात्मक चित्रण पर लागू करते हैं अब हमने यहां एक मामला देखा है जहां संदर्भ समय 3148 मांग प्रति सप्ताह 200 के साथ एक सामान्य वितरण का अनुसरण करती है संदर्भ समय 2925 और मानक विचलन 25 प्रति सप्ताह तो हम कहते हैं कि म्यू मांग प्रति सप्ताह 200 है और मांग का मानक विचलन 25 प्रति सप्ताह है जब हमने इस मामले को देखा संदर्भ समय देखें 3148 म्यू लीडसमय 2 सप्ताह का है लेकिन लीड समय का मानक विचलन 0 था अब हम एक ऐसे मामले को देखते हैं जहां म्यू लीड का समय 2 सप्ताह है और लीड समय का मानक विचलन भी 2 सप्ताह है अब हमारे अपेक्षित मूल्यों का क्या होता है अब लीड टाइम डिमांड का अपेक्षित मूल्य केवल μD और μ Lका उत्पाद है इसलिए यह 200 और 2 का एक उत्पाद है जो 400 है जो बिल्कुल यहाँ था लीड टाइम डिमांड का अपेक्षित मूल्य 400 था अब जो एकमात्र अंतर होता है वह लीड टाइम डिमांड के मानक विचलन standard deviation की गणना में है तो यह μ Lका रूट हो जाता है जो कि 2 गुणा सिग्मा D स्क्वायर है जो 25 स्क्वायर प्लस mu D स्क्वायर है जो 200 वर्ग मीटर गुणा सिग्मा L स्क्वायर में है जो 4 है तो यह 625 गुणा 2 का वर्गमूल 200 वर्ग वर्ग16000 160000 जो 160000 1250 गुणा 4016 का वर्गमूल से अधिक हो जाता है और इसलिए इस का मानक विचलन 4016 हो जाएगा तो मानक विचलन सूत्र μ Lx σD2 μD2 x σL2 द्वारा दिया जाता है तो हमारे पास यह डी वर्ग शब्द है जो इसमें आता रहता है इसलिए यह मोटे तौर पर के μ D x σL आदेश का हैI तो हमारा म्यू डी 200 सिग्मा एल के क्रम का है जो 2 के क्रम का है इसलिए यह 2 गुणा 200 में क्रम है जो 400 है इसलिए इस मामले में लीड समय की मांग का मानक विचलन 4016 हो जाता है अब क्या होता है आपका सुरक्षा स्टॉक z sigma 95 प्रतिशत सेवा स्तर के लिए हमने 1645 के बराबर z गणना की है तो z सिग्मा जो कि सुरक्षा स्टॉक 4016 गुणा 1645 है जो 66056 यूनिट है तो अब यहाँ भी ऐसा ही परिदृश्य है संदर्भ समय 3148 देखें जब हमने देखा कि लीड समय में भिन्नता नहीं थी जिसका अर्थ है कि सिग्मा लीड समय 0 था हमें 5816 का सुरक्षा स्टॉक देता हैं जिस पल हमारे पास लीड समय सिग्मा के साथ भिन्नता दिखा रहा है और सिग्मा 2 के बराबर हैं हमें पता चलता है कि सुरक्षा स्टॉक 66056 यूनिट तक बढ़ गया है इसलिए सुरक्षा स्टॉक अपने आप में लगभग तीन सप्ताह का इन्वेंट्री है जिसे सेफ्टी स्टॉक के रूप में रखा गया है और हम पहले से ही जानते हैं कि इस तरह के सेफ्टी स्टॉक का कभी भी उपभोग नहीं किया जाएगा इसलिए इन्वेंट्री का इतना मूल्य 95 प्रतिशत सेवा स्तर पर सुरक्षा स्टॉक के रूप में रहने वाला है इसलिए सबक यह है अब अगर हमें आपूर्तिकर्ताओं के बीच चयन करना है तो आदर्श स्थिति कुछ इस तरह है जहां लीड समय छोटा है लीड समय नियतात्मक है लीड समय में कोई भिन्नता नहीं दिखता हैं इसलिए एक बार लीड का समय कम होने पर हम बस सुरक्षा स्टॉक बहुत कम रखते है अब इस मामले में सुरक्षा थोड़ा बढ़ जाता है 41 से 58 के बीच तीसरा परिदृश्य तब होता है जब लीड समय स्वचालित रूप से भिन्नता दिखाता है सुरक्षा स्टॉक शूट बढ़ जाता है उदाहरण के लिए अगर हम यहां से आगे बढ़े और उस मामले की गणना की जहां लीड समय वास्तव में 4 सप्ताह है संदर्भ समय 3148 देखें अब हम एक मामले को देखते हैं जब लीड समय 4 सप्ताह है लेकिन तब हम भी किसी भी बदलाव को नहीं देख रहे I तो लीड समय 4 सप्ताह है अब सिग्मा लीड समय 50 वर्ग मूल 4 गुणा 25 जो 50 है सुरक्षा स्टॉक 1645 गुणा ५० के बराबर है जो लगभग 82 है इसलिए अगर हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां संदर्भ स्लाइड समय ३१४ time लीड समय 4 सप्ताह है लेकिन भिन्नता नहीं दिखाती है सुरक्षा स्टॉक 82 है लेकिन अगर लीड समय 2 सप्ताह है संदर्भ समय देखें 3755 लेकिन एक और 2 का भिन्नता दिखाता है सुरक्षा स्टॉक 401 सुरक्षा है स्टॉक 66056 है इसलिए वैसे आपूर्तिकर्ता के साथ जाना हमेशा उचित होता है जिसके पास लीड समय और लीड में कम भिन्नता है समय अधिक हो सकता है लेकिन तब आपूर्तिकर्ता एक निश्चित समय में इसे वितरित करने के बारे में निश्चित है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लीड समयlead time में भिन्नता और सुरक्षा स्टॉक पर इस तरह की भिन्नता के प्रभाव को समझना है इसलिए यह हमेशा चुना जाना अच्छा होता है यदि आपको 2 आपूर्तिकर्ताओं के बीच चयन करना होता है जिनके पास उच्च लीड समय भी होता है लेकिन निश्चित रूप से इससे चिपक जाता है बनाम एक अन्य व्यक्ति जिसके पास लीड समय में भिन्नता है इसलिए लीड समय में भिन्नता वांछनीय नहीं है ऐसे आपूर्तिकर्ता के लिए जाना हमेशा अच्छा होता है जिसके पास लीड समय में कोई भिन्नता न हो लेकिन जो सुझाए गए लीड समय से चिपक सकता है इसलिए लीड समय में एक भिन्नता आपूर्तिकर्ताओं की हमारी पसंद और संगठनों की क्रय नीति में हमारी आपूर्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाली है हम विशेष रूप से आपूर्ति क्षेत्र के संदर्भ में लीड समय के इस प्रभाव के कुछ और पहलुओं को देखेंगे और हम अगले व्याख्यान में ऐसा करेंगे